तो अगर आप को चौथे फील्ड को हटाना है उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं तो यहां पर सब कुछ एक है और मुझे यह जानकारी नहीं चाहिए इसलिए मैं हर एक पंक्ति में चौथे फील्ड को हटाना चाहता हूं अब इसको करने के लिए आपको लिखना होगा ओक तो उसके बाद से डॉलर 4 क्योंकि आप चौथा कॉलम हटाना चाहते हैं इसलिए आप इनवर्टेड कामा लगाएं और उनके बीच में कुछ ना लिखें उसके बाद से आप लिखें प्रिंट टेस्ट 9 डॉट डेट आपको फिर आउटपुट मिलेगा टेस्ट 10 डॉट डेट तो अब अगर आप यहां देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा कॉलम सब ठीक है जबकि 4 कॉलम हट चुका है इसके बाद क्योंकि चौथा कॉलम अब हट चुका है लेकिन आप फाइल देखें तो इसमें कोई भी जानकारी व्यवस्थित नहीं है और सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है तो क्या यह मुमकिन है कि इन सबको व्यवस्थित कर सके उदाहरण के लिए पहली पंक्ति ऐसी होनी चाहिए 9 N 95 391 उसी तरीके से अगर अगली पंक्ति देखें तो अब अगर आपको सारे फील्ड को व्यवस्थित करना है तो हम कई तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डी फॉर्मेट या एस फॉर्मेट या f फॉर्मेट इसके अलावा हमें प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंट के लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करते थे विद्यार्थी प्रिंट तो इसके लिए हम पहले प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते थे लेकिन हम किसी फॉर्मेट के बारे में नहीं बताते थे इसलिए यहां पर फॉर्मेट बताने के लिए आपको प्रिंट के आगे उस फॉर्मेट को बताना होगा इसलिए आपको जो भी फॉर्मेट में फील्ड व्यवस्थित करना है उस फॉर्मेट को स्पष्ट रूप से बताएं जैसे कि f फॉर्मेट के लिए कमांड देंगे प्रिंट f इसके बाद आपको इन फील्ड्स को जिस भी क्रम में व्यवस्थित करना है उदाहरण के लिए यहां पर जैसे आप देखें मुझे इनको 1234 इस क्रम में रखना है तो मैं क्या लिखूंगा डॉलर 1 डॉलर 2 डॉलर 3 डॉलर 4 मतलब जिस भी क्रम में आप चाहते हैं अब यह डॉलर 1 क्या है एक अंक है यह इंटिजर है किसी भी इंटिजर के लिए हमें d लिखना होता है अगर फॉरटर्न की बात करें उसमें हम आई फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं अगर आप देखें तो यहां पर परसेंटेज 3d 3d मैं d इंटिजर को बताता है तथा तीन यह बताता है कि यह तीन जगहों पर है अब अगर बात करें डॉलर 2 की तो यह डॉलर 2 क्या बताता है विद्यार्थी स्ट्रिंग तो अब अगर हम दूसरे फील्ड की ओर चले तो यह स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के लिए हम s फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं यह फॉर्मेट फॉरटर्न के A फॉर्मेट की तरह ही है तो हमें यह देखना होगा कि हमें कितनी फील्ड की आवश्यकता है तो अगर हमें 1 चाहिए तो हम 1 लिखेंगे अगर 2 चाहिए तो 2 लिखेंगे यहां पर अगर हम देखें तो हमने लिखा 3S इसका मतलब आपने 3 फील्ड और 3 स्पेस आवंटित कर दिया इन इंटिजर के लिए अब अगर हम आगे चलें डॉलर 3 तो यह डॉलर 3 क्या है विद्यार्थी एक संख्या विद्यार्थी दशमलव अब मान लीजिए कि आपको किसी भी फील्ड में एक संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे यह निर्धारित करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे दशमलव के बाद संख्या को निर्धारित करने के लिए आप f फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे जैसा फॉरटर्न में होता है हम अगर यहां देखें तो यह है 92f तो यहां पर 9 का क्या मतलब है इसका मतलब की कुल अंक 9 हो सकते हैं जैसे कि 1 से 9 तक और यहां पर 2 यह बताता है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए अब आप यह बताइए कि अगर आप 93f लिखेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी दशमलव के बाद एक और अंक तो 93f की वजह से वह एक अंक और बढ़ा देगा और अगर 91f होगा तो वह आखरी वाले अंक को हटा देगा इस प्रकार आपको अगर किसी भी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से लिखना है तो आप ऊपर बताए गए अलग अलग तरह के फॉर्मैट्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर स्ट्रिंग के लिए s फॉर्मेट इंटिजर के लिए d डिफर्मेंट और दशमलव के लिए f फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा मान लीजिए कि आपने इसको गलत तरीके से लिखा उदाहरण के लिए अगर अपने डॉलर 2 के बाद डॉलर 1 लिखा तो क्या होगा विद्यार्थी दूसरा अगर आप कमांड इस क्रम में लिखेंगे तो यह बेमेल हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा वाला स्ट्रिंग के लिए होता है और स्ट्रिंग के लिए s फॉर्मेट देते हैं जबकि यहां हम d फॉर्मेट दे रहे हैं तो यह बेमेल है जिसकी वजह से हमें एरर मिलेगा तो जब भी आप कोई फॉर्मेट देते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने फील्ड के साथ मेल रखता हो क्योंकि फॉर्मेट और फील्ड दोनों एक ही क्रम में लिखे जाते हैं इसके अलावा क्रम को आप एक नई पंक्ति से भी लिख सकते हैं बैकस्लैश और n लिखकर अब हमारा सवाल यह है कि हमें हम तो काम करना है पहला कि अगर हमारे पास 5 फील्ड है और हमें उसमें से एक फील्ड को हटाना है ताकि हमारे पास चौथा फील्ड हटकर सिर्फ फील्ड संख्या 1 2 3 और 5 रह जाए इसके अलावा दूसरा काम हमें यह करना है कि इन्हें क्रम में भी लगाना है तो क्या यह संभव है कि चौथा फील्ड को हटाया जा सके स्लाइड देखें समय 0636 तो इसको करने के लिए हमें यहां पर दो तरह के कमांड देने होंगे पहला डॉलर 4 बराबर डबल इनवर्टेड कामा और इनके बीच में कुछ नहीं लिखना है इस कमांड का मतलब कि कॉलम 4 को हटा देना और दूसरा कमांडें प्रिंट f ताकि कॉलम 4 के अलावा सब कुछ लिख दे तो इन कमांड की वजह से यहां पर सबसे पहले क्या होगा यहां पर कॉलम 4 हट जाएगा अब इसके बाद प्रिंट f क्या करेगा विद्यार्थी फॉर्मेट यह वह फॉर्मेट है जो हमें चाहिए और यह क्या है विद्यार्थी फील्ड्स यह फील्ड है तो अगर आप इन दोनों को देखें मतलब कमांड देने से पहले और देने के बाद तो आप पाएंगे कि पहले यहां पर 1 2 3 और 4 एक के बाद एक लगातार है जबकि कमांड देने के बाद हमने चौथे कॉलम को हटा दिया तो अब हमें यहां पर चौथे नंबर पर पांचवा कॉलम आ गया है इनपुट से तो जो भी हमने फॉर्मेट इस्तेमाल किया था उसी फॉर्मेट में हमको परिणाम भी मिला है तो अलग अलग कमांड इस्तेमाल करने के बजाए जैसा कि आपने 17 और 18 में देखा यहां पर आप एक कमांड के इस्तेमाल से ही चीजों को कर सकते हैं तो यहां पर हम इसके साथ डेसिमल इंटिजर या स्ट्रिंग इंटिजर के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मैट्स भी है इसके अलावा आप कुछ प्रेसीजन जैसे कि डॉलर d डॉलर i डॉलर o याअंको की संख्या इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं तो अगला सवाल यह है कि क्या हम पहली तीन पंक्तियों को प्रिंट कर सकते हैं तो यह एक PDB फाइल है और मैं पहले तीन पंक्तियों को प्रिंट करना चाहता हूं तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमें 15वी पंक्ति से प्रिंट करना है और शुरू की 14 पंक्तियों को हटाना था तो यहां पर अगर हम कमांड दें NR 4 से कम तो यह शुरू की तीन पंक्तियों को प्रिंट करेगा हम एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ चलते हैं जो कि PDB फाइल में बदलाव करना है क्योंकि हम PDB से बहुत सी जानकारी ले सकते हैं इसलिए उसमें कभी कभी बदलाव करने की भी जरूरत पड़ती है अगर हम आगे चलें तो इसमें रिकॉर्ड या पंक्ति जिसमें एटम होता है उसको हम कैसे निकाले तो सब आज यहां की एटम रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है विद्यार्थी निर्देशांक मुख्यतः सभी अटम्स के निर्देशांक मगर हेटेरोएटम्स के नहीं तो हम किसी प्रोटीन के या किसी डीएनए के सभी एटम्स के रिकॉर्ड चाहते हैं जो कि हम ओक कमांड से हासिल कर सकते हैं अगर अब आप इनके अनुक्रम देखना चाहते हैं तो PDB फाइल से इनके अनुक्रम की जानकारी को कैसे निकालें विद्यार्थी SEQRES तो यह कॉलम है जहां पर अनुक्रम की जानकारी है तो यहां पर हम यह नहीं लिखेंगे कि कॉलम को कहां ढूंढे तो हम वह कमांड लिखेंगे जिसके जरिए प्रोग्राम seqres को ढूंढे जो की पूरी फाइल में कहीं पर भी हो सकता है इसके बाद वह संपूर्ण पंक्ति को प्रिंट करें ऐसा करने से हमें अनुक्रम की जानकारी मिल जाएगी तो अब हम अगली और बढ़ते हैं अगर आपको A चेन के एटम चाहिए तो हमें यह बताएं कि A चेन कहां मिलेगी यह PDB फाइल है सबसे पहले हमें निर्देशांक चाहिए होगा और वह हमें कहां मिलेगा विद्यार्थी एटम रिकॉर्ड्स अब चेन की जानकारी कहां है वह यहां है यहां पर पांचवा फील्ड चेन A है तो इसके लिए आपको लिखना होगा डॉलर 5 और प्रिंट तो इससे क्या हमें A चेन के एटम्स मिल गया नहीं इससे हमें चेन A के साथ और अतिरिक्त जानकारी भी मिली है हम यहां पर सभी A चेन के जानकारियों को देख सकते हैं और इससे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा यहां पर हमें यह अतिरिक्त जानकारी क्यों मिली है विद्यार्थी क्योंकि चेन A में यह जानकारियां दी थी यहां अगर हम देखें तो जहां जहां भी आपको A दिख रहा है हमारे कमांड के अनुसार वह उन सभी A को प्रिंट कर देगा जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पर A है उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं तो इसका क्या मतलब कि हमारा कमांड क्या कर रहा है विद्यार्थी फील्ड 5 को ढूंढ रहा है यह फील्ड संख्या 5 को ढूंढ रहा है कि क्या उसके अंदर A है या नहीं अगर वहां पर A है तो वह उसे प्रिंट कर रहा है तो अगर यहां पर आप देखे यह A है लेकिन यह वाला हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ एटम रिकॉर्ड चाहिए इस परिस्थिति में हम एटम रिकॉर्ड्स को कैसे हासिल करें विद्यार्थी पहला फिल्म अब हम यहां पर एक और शर्त रखते हैं पहली फील्ड एटम होनी चाहिए और पांचवी फील्ड A इससे हमें यह मिल जाएगा तो कोई भी रिकॉर्ड जिसमें एटम है जैसा कि हम देख सकते हैं वहां पर एंड शर्त लगेगा यहां आप देख सकते हैं पांचवा कॉलम A से शुरू हो रहा है डॉलर 5 के बाद आपको एक टाइडल का चिन्ह लगाना होगा और यह A से शुरू होगा फिर आप प्रिंट करें तो यहां पर हम दो शर्ते ले रहे हैं पिछली बार यहां हमने सिर्फ पांचवा कलम दिया था जबकि इस बार हमने यह निर्देश दिया कि A होना चाहिए इसका मतलब कि हम इसे बाधित कर रहे हैं की यह A से ही शुरु होना चाहिए अब आप यह देते हैं कि की पांचवी फील्ड A से शुरू हो तो यह A से ही शुरू होगी तो यह फाइल अगर A से शुरू होती है और इसमें एटम रिकॉर्ड भी है तो हम एटम को पूरी फील्ड में हर जगह देखेंगे पांचवा कॉलम जो कि A है उसे प्रिंट करेंगे लेकिन रिकॉर्ड में अगर A कहीं और है और अगर वह हमारे दिए हुए शर्तों को संपूर्ण करता है तो वह एटम भी प्रिंट होगा तो हमारा कमांड डॉलर 5 जोकि A से शुरू होगा और फिर प्रिंट करना है यह एक सख्त शर्त है डॉलर 1 एटम होना चाहिए तो इस परिस्थिति में हमें सिर्फ एटम रिकॉर्ड ही मिलेंगे इस तरह से आपको सही परिणाम मिलेगा तो यह कमांड देने से आपको एटम रिकॉर्ड मिलेंगे और वह भी बिना PDB फाइल को देखे और हम किसी भी PDB फाइल से एटम के निर्देशांको को ले सकते हैं अब अगला सवाल ये कि अगर फील्ड A से शुरू हो रहा है तो या तो हम A को रख सकते हैं या A से शुरुआत कर सकते हैं और साथ में आप इन चिन्हों को रखेंगे यहां पर आपकी टेस्ट 2 फाइल है जो A से शुरू हो रहा है जहां हमने पहले यह देखा की डॉलर 1 एटम के अनुरूप है लेकिन यहां पर वह परिस्थिति नहीं है यहां डॉलर 1 और डॉलर 5 A है तो यह पहले वाले से अलग है और वह यह कि यहां या तो A है या एटम है तो हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें या तो यह A से शुरू हो रहा है या A से खत्म हो रहा है इसी तरीके से हम बहुत से पहलुओं को उसमें खोज सकते हैं और उनमें से एक हम यहां पर A के जरिए भी देख सकते हैं अगर आप यहां पर देखें तो पांचवा वाला A से शुरू हो रहा है और प्रिंट हो रहा है उसी तरीके से आप उस संख्या को भी प्रिंट कर सकते हैं जो कि आखिर में है अगर हम लिखे डॉलर 4 उसके बाद डॉलर s तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ S के साथ खत्म हो रहा है चौथा कॉलम के लिए लिखिए S तो यह S के साथ खत्म होगा क्योंकि यही पहला फील्ड है तो मैं कई तरह के विकल्पों के साथ सर्च कर सकता हूं या तो कोई पंक्ति जिसमें की कैरेक्टर A हो या यह किसी कैरेक्टर के साथ शुरू होता हो या किसी कैरेक्टर के अनुरूप हो या फिर किसी कैरेक्टर के साथ खत्म होता हो अब हमारा अगला सवाल किया की मुझे वह एटम चाहिए जिनमें लाइसीन रेसिड्यू ना हो उदाहरण के लिए अगर आपको देखना हो की डाईसल्फाइड बंधन है कि नहीं तो आप यह देखेंगे कि वहां पर सिस्टिन रेसिड्यू है कि नहीं तो यहां पर हम रिकॉर्ड देखेंगे की लाइसीन रेसिड्यू नहीं हो इसके लिए हमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करना होगा तो यहां डॉलर 1 एटम है डॉलर 4 में लाइसीन रेसिड्यू नहीं होना चाहिए तो अब आप अगर डाटा को देखें तो यह लाइसीन को हटा देगा और वह सारा डाटा बिना लाइसीन के प्रिंट हो जाएगा संपूर्ण पंक्ति के साथ तो यह संपूर्ण पंक्ति को प्रिंट करता है बस उन पंक्तियों को नहीं जिसमें लाइसीन रेसिड्यू है अब अगला महत्वपूर्ण पहलू है की C अल्फा निर्देशांक जो कि हमने चर्चा की थी जब हम कांटेक्ट मैप्स या लॉन्ग रेंज आर्डर के बारे में चर्चा कर रहे थे तब यहां PDB फाइल से अगर हमें C अल्फा एटम्स के बीच की दूरी की गणना करनी हो तो हमें C अल्फा के निर्देशांको की जरूरत होगी तो इसके लिए हम PDB फाइल से C अल्फा के निर्देशांको को निकाल लेंगे तो अब C अल्फा के निर्देशांको को कैसे निकालें इसके लिए हम कुछ शर्ते दे सकते हैं पहला वाला डॉलर 1 जो की एटम है तो फिर C अल्फा कहां है यह तीसरा कॉलम CA होना चाहिए तो आप संपूर्ण पंक्ति को प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से आपको C अल्फा के निर्देशांक मिल जाएंगे अब यहां OR यानी विकल्प देना भी मुमकिन है अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो या तो इसमें लाइसीन है या इसमें एलेलीन अब यह जानकारी दे सकते हैं कि डॉलर 1 जो की एटम है क्योंकि हमको एटम रिकॉर्ड चाहिए और डॉलर 4 जहां पर हम एमिनो एसिड रेसिड्यू का नाम देंगे तो या तो यह लाइसिन होगा या तो यह एलेलीन होगा यहां पर हम OR के लिए स्क्रीन पर दर्शाए गए चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे इसके बाद हम देख सकते हैं या तो यहां पर एलेलीन आएगा या तो लाइसिन आएगा 24 तो आप इसी तरीके के अन्य और भी चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे प्लस इक्वल असाइनमेंट प्लस माइनस और इसी तरीके से बहुत ऐसे ही आप लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे और या फिर एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि आप यहां पर देख सकते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशन ऑपरेटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जोड़ना या घटाना या गुना भाग करना तो ओक प्रोग्रामिंग में आपको बहुत से ऑपरेटर्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी फाइल में बदलाव के लिए कर सकते हैं मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं उनमें से एक यह की उस एटम का पता लगाएं जिसका रेसिड्यू नंबर 141 है और रेसिड्यू नंबर आप यहां पर देख सकते हैं विद्यार्थी छठा कालम छठी कॉलम आपको रेसिड्यू नंबर देगा तो यहां पर हम लिखेंगे डॉलर 1 जोकि एटम के लिए है क्योंकि हमको एटम रिकॉर्ड चाहिए और डॉलर 6 जो कि 141 के बराबर है फिर आप प्रिंट करें इसके बाद यह 141 से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा इसी तरीके से उदाहरण के लिए अगर आपको एक निश्चित रेसिड्यू चाहिए जैसे कि ग्लाइसिन 10 अब इसके लिए आपको रेसिड्यू का नाम कॉलम की संख्या और अमीनो एसिड की संख्या की जानकारी को देना होगा इससे आपको किसी भी अमीनो एसिड के निर्देशांक मिल जाएंगे यह चीजें ऑपरेशंस के लिए भी मुमकिन है बहुत से ऑपरेशंस जैसे कि जोड़ना घटाना गुणा भाग बहुत कुछ कर सकते हैं उदाहरण के लिए दो कॉलम के बीच में अंतर को प्राप्त करें उदाहरण के लिए 8 और 7 अब इस अंतर को कैसे प्राप्त करें इसके लिए हमें इन दोनों कॉलम में मौजूद जानकारियों को देखना होगा तो हम लिखेंगे प्रिंट डॉलर 8 माइनस डॉलर 7 नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रिंट डॉलर 7 माइनस डॉलर 8 अब देखिए अगर आप 8 माइनस 7 को लेते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा 43 माइनस 14 प्लस 14 क्योंकि आप घटा रहे हैं तो 57 यह ठीक है इसी तरीके से आप कॉलम 7 और कॉलम 8 में से सभी निर्देशांको के अनुरूप डाटा प्राप्त कर सकते हैं तो आपको दोनों कॉलम में अंतर मिल जाएगा चलिए मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं अगर हमें एब्सलूट वैल्यू चाहिए मगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं इसके लिए हम लिखेंगे आई इस इक्वल टू 1 टू NF यह NF क्या है फील्ड की संख्या तो अगर यह आपको किसी विशिष्ट फील्ड में करना है तो आपको व विशिष्ट फील्ड की जानकारी देनी होगी मान लीजिए सातवीं फील्ड इसके लिए आपको यह लिखना होगा कि आई इक्वल टू 1 टू संपूर्ण फील्ड उसके बाद प्लस प्लस अगर आई शून्य से कम है तो ऐसा क्यों विद्यार्थी नेगेटिव जी हां नेगेटिव वैल्यूज 0 से कम होती हैं इसके लिए आप डॉलर आई को माइनस डॉलर आई से बदल दे तो हमारे पास जो भी माइनस वैल्यू होगी वह सब पॉजिटिव वैल्यू से बदल जाएगी तो अगर आप यहां पर देखें तो सभी माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू मैं बदल चुकी है तो किसी भी विशिष्ट फील्ड या कोई और फील्ड के लिए आप इसी तरीके से किसी भी वैल्यू को एब्सलूट वैल्यू के साथ बदल सकते हैं विशिष्ट फील्ड का मतलब आपको उस फील्ड की संख्या बतानी होगी जबकि कोई भी फील्ड का मतलब सभी को इस तरह से आप वैल्यूज को बदल सकते हैं इसके बाद आप कुछ गणना भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं हर एक पंक्ति में मौजूद अंको को जोड़ना चाहता हूं और यह टेक्स्ट फाइव डॉट डॉट test5dat हमारा आउटपुट फाइल है तो हम यह कैसे करें तो इसके लिए आई बराबर i फील्ड प्लस प्लस जोड़ते जाएं जो भी फील्ड चाहिए तो लिखें आई प्लस बराबर डॉलर आई idollar i तो यहां पर आप सभी वेरिएबल को जोड़ रहे हैं और अंततः प्रिंट j तो प्रिंट j का मतलब कि यह सभी वैल्यूज का जोड़ है क्योंकि जे प्लस jडॉलर आई के बराबर है तो 0 के बराबर है क्योंकि हमें अभी यह आखरी जवाब लिखना है अब आखिर में अगर आप सभी अंकों को जोड़ दें और जो मिलेगा वह है 149 तो अगर आप इस पंक्ति को देखें तो यह एमिनो एसिड के कंपोजीशन है और यहां पर अलग अलग तरह के विशिष्ट एमिनो एसिड का आउटपुट है और यह इसी तरीके से चलता रहेगा यहां देखें 149 अमीनो एसिड का कंपोजीशन क्या है विद्यार्थी यह नॉर्मलाइसड है नॉर्मलाइसड किसके साथ विद्यार्थी कुल लंबाई कुल लंबाई तो अगर आप सब कुछ जोड़ दें तो क्या होगा विद्यार्थी 100 यहां 100 होना चाहिए तो यह कंपोजीशन है तो अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो यह सही होगा क्योंकि अगर आप अनुपातों को देखें तो 16 के लिए 10 1 के लिए 067 11 के लिए 138 तो 16 भाग 149 तो आपको यह अंक मिल जाएगा और आखिर में अगर आप इन सभी अंकों को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 100 तो अगर आपके पास कोई भी फाइल है तो आपको ओक के जरिए सरएक सरल सा कोड लिखना है जिससे कि आप गणना कर सकते हैं जैसे आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं कुछ भी मान लीजिए अगर आपको किसी विशिष्ट कॉलम में मौजूद सभी अंकों को जोड़ना है यहां पर आकर हम को किसी कॉलम में मौजूद सभी अंकों को जोड़ना है तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे कॉलम्स हैं 1 से लेकर 7 तक तो हम अगर कॉलम 7 को ले तो हम आरंभ करेंगे यह शुरू से लेकर अंत तक इसके बाद आप प्रिंट A करें यहां पर कितने कॉलम्स हैं तो इस कॉलम के आधार पर हम इसमें मौजूद सभी अंकों को जोड़ सकते हैं अगर यहां पर आप गिने तो यहां 6 की संख्या 22 बार आ रही है उसका कुल जोड़ 132 होगा तो इसी तरीके से या तो आप किसी कॉलम में मौजूद सभी अंको को जोड़ सकते हैं या आप अलग अलग तरीके के बदलाव भी कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो यहां हमारे पास बहुत से संदर्भ है तो आप बहुत से लाइनेक्स किताबों को देख सकते हैं नटशेल पर या ऑरेली बुक Oreilly's book पर और ऐसे ही और भी वेबसाइट पर आप बहुत तरह की जानकारी निकाल सकते हैं एक लाइन में या फिर आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं तो आप सभी लाइनों को जोड़कर एक तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं तो लाइनेक्स सिस्टम में आप इन प्रोग्राम या लुप का इस्तेमाल करके आप यह सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं तो आज हमने किस की चर्चा की ओक प्रोग्रामिंग वह एक तरह का पैटर्न एक्शन स्टेटमेंट है तो इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है विद्यार्थी फाइल हैंडलिंग मुख्यता फाइल हैंडलिंग जैविक डाटा के लिए तो हमने डाटा सरवर और सभी फाइलों के आउटपुट की चर्चा की मान लीजिए कि हमारे पास बहुतायत में डाटा है उदाहरण के लिए यूनिपोर्टे जहां पर बहुत सारी जानकारी है अब बहुत सारी जानकारी बेहतर भी हुई है तो अगर आपको कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए तो या तो उसके लिए आपको फाइल को खोलना होगा या तो ध्यान से पढ़ना होगा यह एक बहुत बड़ी फाइल है इसके लिए आपको उस पूरे फाइल को खोजना होगा तो इसके लिए आप एक सरल सा कोड लिख सकते हैं जिसके जरिए आप सिर्फ उसी जानकारी को निकाल ले जो आपको चाहिए इसकी वजह से जो जानकारी आपको चाहिए उसको समझने में आसानी हो जाएगी इसके बाद उदाहरण के लिए प्रोटीन डाटा बैंक फाइल अगर आपको अल्फा C कोऑर्डिनेट पर काम करना है और वह भी बिना इन फाइल्स को देखें तो आप सिर्फ एक कमांड देकर सी अल्फा C कोऑर्डिनेट को प्राप्त कर सकते हैं और आगे की प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से इन फाइलों को बिना छेड़े आप इन फाइल्स पर कुशलता से काम कर सकते हैं और बड़े बड़े डाटासेट को भी संभाल सकते हैं इसका दूसरा पहलू यह की करीब सभी डेटाबेस का फॉर्मेट समान है इस स्थिति में ओक प्रोग्रामिंग के जरिए इन सभी फाइल को संभालना बहुत आसान हो जाता है तो हमने बहुत से पहलुओं की चर्चा की इसके आगे किसी भी विशिष्ट फील्ड को आप प्रिंट करा सकते हैं या उसे बदल भी सकते हैं इसके अलावा आप कोई विशिष्ट निर्देशांक भी प्राप्त कर सकते हैं या आप अंकगणित ऑपरेशन भी कर सकते हैं और बहुत कुछ तो अगर आप इसको और विस्तृत रूप से संदर्भों में पढ़ें तो आपको जानकारी मिलेगी कि ओक को कैसे इस्तेमाल करें विशेष रूप से गणना करने के लिए स्क्रिप्ट या प्रोग्राम लिखने के लिए तथा डेटाबेस को संभालने के लिए तो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे बायइनफॉर्मेटिक्स के और बहुत से महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और उनके साथ कैसे निपटें मुख्यता क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या रियल वैल्यू प्रॉब्लम जैसे कि विलायक की पहुंच मतलब या तो कोई अमीनो एसिड कितना दबा हुआ है या कितना प्रकट है या यह सटीक रूप से यह पता करना कि एक्सेसिबल सरफेस एरिया का क्या वैल्यू है इसी तरीके से मैं बहुत से अनुप्रयोगों की चर्चा करूंगा औरबायइनफॉर्मेटिक्स के इन सवालों को कैसे निपटें इसको भी देखेंगे ध्यान देने के लिए शुक्रिया